ठीक है तो मुझे क्या करना है मेरे पास दो मेट्रिसेस A B हैं मैं A टाइम्स B की गणना करना चाहता हूं और सी में संग्रहीत करता हूं सरलता के लिए अभी मैं मानने जा रहा हूं कि वे सभी एन क्रॉस एन हैं मुझे यह कैसे वितरित करना चाहिए छात्र अंतिम मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति दी गई है अंतिम मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति दी गई है छात्र एक विशेष थ्रेड को ठीक है देखते हैं कि यह कैसे काम करता है तो मैं इसे थ्रेड 0 0 को देता हूं ठीक है पहले हम इस दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं फिर हम उस पर जाएंगे इन प्रविष्टियों को भरने के लिए थ्रेड 0 की क्या आवश्यकता है पूरे A और B के पहले कॉलम ठीक यह एक मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट है ए टाइम्स पहला कॉलम B का C का पहला कॉलम होगा ठीक तो अनिवार्य रूप से मैं जो कर रहा हूं वह मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट है सहीमैं इस पूरे मैट्रिक्स को लेता हूंमैं इसे इस कॉलम से गुणा करता हूं और मैं C का कॉलम जनरेट करता हूं तो यहाँ क्या मुद्दे हैं एक मुद्दा है C को सन्निहित रूप से एक्सेस नहीं किया जा रहा हैयह ठीक हैक्यों क्योंकि मुझे C को अंत में अपडेट करने की जरूरत है मुझे इसे बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है ठीक क्या यह बात स्पष्ट है तो मैं इस कॉलम के साथ इस पूरी पंक्ति को गुणा करता हूं फिर मैं C का एक एलिमेंट उत्पन्न करता हूं इसलिए C का एक अपडेट करने से पहले O का आप जानते हैं गुणा जोड़ किया जा रहा है तो C सन्निहित नहीं है एक मुद्दा है लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन B सन्निहित नहीं है यह एक मुद्दा है ठीक क्यों की मुझे इस B को बार बार एक्सेस करना हैठीक और यह सन्निहित नहीं है इसलिए मुझे डाटा लोकेलिटी का फायदा नहीं मिल पा रहा है ठीक छात्र हम B को कॉलम प्रमुख बना सकते हैं ठीक है यह एक तरीका है B का ट्रांसपोज करें और फिर पंक्ति पंक्ति गुणन करें हाँ यह एक विकल्प है आपके पास ट्रांसपोज ओवरहेड्स हैं आप एक कुशल मैट्रिक्स ट्रांस्पोज़ कैसे लिखते हैं यह एक और दिलचस्प समस्या है ठीक है लेकिन हम अभी वहां नहीं जाएंगे यहां एक और मुद्दा हैसही है तो यह महत्वपूर्ण है ऐसा आम तौर पर हमें यह देखना होगा कि जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं उसमें कंप्यूट और मेमोरी ऑपरेशंस का क्या अनुपात है कितने कंप्यूट ऑपरेशंस मैं कर रहा हूं और कितने मेमोरी ऑपरेशंस में कर रहा हूं तो यदि मैं ज्यादा मेमोरी ऑपरेशंस कर रहा हूं इसलिए आम तौर पर प्रोसेसर में जो होता है वह यह है कि आपके पास मेमोरी बैंडविड्थ की तुलना में बहुत अधिक कम्प्यूटेशनल क्षमता है तो आप केवल प्रत्येक 5 नैनोसेकंड या कुछ के लिए एक डेटा एलिमेंट प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं लेकिन आप प्रत्येक नैनोसेकंड में गणना कंप्यूट कर सकते हैं उस प्रकार का कुछ सही इसलिए आप और अधिक संगणना चाहते हैं आप मेमोरी एक्सेस की तुलना में अधिक कम्प्यूटेशन करना चाहते हैं आइए अब हम उन अन्य परिचालनों पर वापस जाते हैं जो हमने पहले किए थे और फिर हम गुणा करने के लिए वापस आएंगे तो हमने जो पहला काम किया है हमने एक डॉट प्रोडक्ट किया है डॉट प्रोडक्ट में मैं कितने कंप्यूट ऑपरेशंस कर रहा हूं 2n n गुणा n जोड़सही मेमोरी एक्सेस की कितनी संख्या है जो मुझे करनी है 2n सही क्या यह स्पष्ट है छात्र हां लेकिन मुझे 2n मेमोरी एक्सेस करना होगा मै केवल हर एलमेंट पर केवल एक बार काम कर रहा हूं सही इसलिए मैं इसके आसपास नहीं पहुंच सकता यहां कंप्यूट और मेमोरी का अनुपात 1 है कंप्यूट ऑपरेशंसकी संख्या से मेमोरी ऑपरेशंस की संख्या एक है ठीक है हां इसके बारे में क्या मेरे द्वारा किए जाने वाले कुल कंप्यूट ऑपरेशंस की संख्या क्या है मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट मे कंप्यूट ऑपरेशंस की संख्या मुझे सटीक उत्तर मत देना बस मुझे दे दो मुझे उच्चतम ऑर्डर टर्म और इसके साथ जुड़े कंस्टन्ट दें दो 2n2 और मेमोरी ऑपरेशन कि क्या संख्या है जो मैं कर रहा हूं मैं इसे 2n2 कहना चाहूंगा शायद आप इसे कम कर सकते हैं ठीक है आपको निश्चित रूप से पूरे A मैट्रिक्स को चुनना होगा और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप x पर कैसे काम करते हैं यदि आप पहली पंक्ति को पहले पूरे x कॉलम के साथ गुणा कर रहे हैं और जब तक आप यह करेंगे कि आपका डेटा कैश से बाहर जाने वाला है तो अगली पंक्ति के लिए जब आप x के साथ गुणा करना शुरू करते हैंअगर ये मैट्रिसेस बड़े हैं तो x कैश में नहीं हैयदि ये मेट्रिसेस और वैक्टर बड़े हैं अगर n बड़ा है क्या यह बात स्पष्ट है यदि आप बड़े मैट्रिसेज के साथ काम कर रहे हैं जैसा कि आम तौर पर आपको वैज्ञानिक कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों में करना पड़ता है जब तक आप एक पंक्ति समाप्त करते हैंअगर यह पसंद है मान लेते हैं की 10000 एलिमेंट्स है आप 10000 एलिमेंट्स को लोड कर रहे हैं जो कि लगभग 10 K एलिमेंट्स हैंप्रत्येक 8 बाइट्स है तो यह लगभग 80 K है यह बहुत बड़ा है ठीक है L1 कैश इससे छोटा है 32 K 64 K तो आप लगभग 2n2 ऑपरेशन कर रहे हैंहम वह भी भूल जाते हैंआपको कम से कम इस पूरे A को चुनना होगाआपको n2 मेमोरी लोड करना होगा तो आपको लगभग 2 मिलने वाले हैंशायद बेहतर स्थिति मेंयहां तक कि अगर आप अपने x को ठीक से पुन उपयोग करने में सक्षम हैं दो पर्याप्त नहीं हैप्रत्येक मेमोरी लोड के लिए दो कंप्यूट संचालन ठीक नहीं है ठीक है तुम अभी भी मेमोरी बाउंड हो तो डॉट प्रोडक्ट भी मेमोरी बाउंड था मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट भी मेमोरी बाउंडहै और इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते इन ऑपरेशनस को मेमोरी बाउंड माना जाता है मैट्रिक्स गुणा के बारे में क्या एल्गोरिथ्म के बारे में भूल जाओसबसे पहले कितना डेटा शामिल है आपके द्वारा किए जाने वाले लोडस की न्यूनतम संख्या क्या है लोड स्टोर 3n2 स्मृति संचालन की संख्या है जो मुझे करनी हैऔर मुझे गणना करने की मात्रा क्या है अतः O सही लगभग 2n3 यदि मैं डेटा का पुन उपयोग करने में सक्षम हूं तो मैं कुछ बेहतर करने में सक्षम हो सकता हूं इसलिए मैं कंप्यूट बाउंड होना चाहता हूं मैं मेमोरी बाउंड नहीं होना चाहता हूंमैं एक एल्गोरिथ्मके साथ आना चाहता हूं जो कम्प्यूट बाउंड है मैं एक एल्गोरिथ्म डिजाइन करने में सक्षम नहीं हो सकता हूं जहां कंप्यूट से मेमोरी ऑपरेशन की गणना कैश आकार की सीमाओं के कारण O की हैसही हैलेकिन मैं कैश साइज का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहता हूं और एक अच्छी खासी बाध्यता के साथ आता हूं ताकि मैं कंप्यूट बाउंड हो जाऊं तो इस एल्गोरिथ्म के साथ क्या समस्या है जिस पर हमने अभी चर्चा की है आखिर मे हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे आप पूरा मैट्रिक्स A लेंआप इसे B के कॉलम से गुणा करते हैं और आपको C का एक कॉलम मिलता हैसही है यही हम चर्चा कर रहे थे यदि एक थ्रेडऐसा कर रहा है तो यह कितने लोड स्टोर संचालन कर रहा है और यह कितने मेमोरी ऑपरेशन कर रहा है यह अनिवार्य रूप से एक मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट है तो अनुपात दो होने जा रहा है मैं चाहता हूं कि बहुत अधिक अनुपात कंप्यूट बाउंड की हो तो इस तरीके में इसी चीज की कमी है तो कोई सुझाव तो हमें क्या करना चाहिए मैट्रिक्स गुणा के लिए आमतौर पर हम कैसा कोड लिखते हैं 'fori 0 i n i ' 'forj 0 j n j ' ठीक है और फिर 'Cij ' मैं मान रहा हूं कि मैंने C को बाहर से इनिशियलाइज़ किया है अब अगर मैं यहाँ ' pragma omp parallel'जोड़ूं तो यह कैसे वितरित होगा तो यह एक समय में A की एक पंक्ति देने जा रहा है यह पहला फॉर लूप है यही वह है जिसे विभाजित करना है ठीक है यह एकमात्र लूप है जो थ्रेड्स के बीच विभाजित होता है इसलिए जब एक थ्रेड्स को एक विशेष i का इटरेशन मिलता है यह i के उस मान के लिए कोड के इस पूरे टुकड़े को निष्पादित करने वाला है यह बात स्पष्ट है ठीक थ्रेड्स के बीच में केवल फॉर लुप का विभाजन हो रहा है और इसलिए यह पूरे B मेट्रिक्स पर काम करने जा रहा है A के वेक्टर से इसका गुड़ा और इसे स्टोर करें जहां C की संगत पंक्ति मेंऔर यह भी वेक्टर मैट्रिक्स प्रोडक्ट है ठीक यह मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट जैसा ही हैयह एक वेक्टर मैट्रिक्स है तो यह भी मेमोरी बाउंड है वही मुद्दा है अगर मैं इन दो लूप्स को स्वैप करता हूं और फिर मैं ' pragma omp parallel for' लगाता हूं तो यह पहला लूप है आइए हम इसे कहते हैं j और दूसरा लूप है i तो यह क्या होगा यह B का एक कॉलम और पूरा A होगा और आप C के समतुल्य कॉलम का निर्माण समाप्त करेंगे और हमने अभी चर्चा की है कि मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूं ठीक है इससे पहले कि हम कुछ बेहतर करें कुछ ऐसा है जिसे 'कॉलएप्स क्लोज' कहा जाता है यह क्या करता है इसलिए अगर मैं कहता हूं कि कॉलएप्स यह मूल रूप से इन दो लूप्स को एक साथ जोड़ देता है दो तुरंत घटते हैं और फिर उन्हें थ्रेड्स के बीच विभाजित करता है इसलिए इस मामले में हर थ्रेड को काम करने के लिए एक i j का जोड़ा मिलेगा तो काम का वितरण क्या है काम का विभाजन कैसे हुआ है प्रत्येक थ्रेड को क्या मिल रहा है प्रत्येक थ्रेड को A की एक पंक्ति B का एक कॉलम मिल रहा है तो इसे A की एक पंक्ति B का एक कॉलम मिलेगा और यह उस विशेष Cij को अपडेट करेगायह C के एक एलिमेंटको अपडेट कर रहा है लेकिन इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है हमने अभी सही चर्चा किया मैं कैश को फिर से उपयोग करना चाहता हूंक्योंकि मुझे पता है कि गुंजाइश हैक्योंकि कंप्यूट ऑपरेशनकी संख्या मेमोरी ऑपरेशन की संख्या से बहुत अधिक हैलेकिन मैं अभी भी कैश से विवश हूं तो मेरे द्वारा क्या किया जा सकता है यहाँ यह करने का एक तरीका है इसलिए मुझे सीधे ब्लॉकस पर नहीं जाने देंमुझे इसे पंक्तियों के खंडों में विभाजित करने दें और B को स्तंभों के खंडों में विभाजित करने दें अब मैं इसे थ्रेड 0 को देता हूं तो थ्रेड0 इस सब मैट्रिक्सके साथ इस पूरे सब मैट्रिक्स को गुणा करने का ख्याल रखता है और यह क्या निर्माण करता है यह इस विशेष ब्लॉक का निर्माण करता है तो यहाँ क्या समस्या है तो केवल समस्या है फिर से कैश का पुन उपयोग सही हैइसलिए जब तक मैं इस पूरी पंक्ति को ट्रैवरस कर लेता हूं और इस पूरी पंक्ति के साथ गुणा कर लेता हूंऔर मैं इसे ट्रैवरस करता हूं और मैं इन सभी एलिमेंट्स को ट्रैवरसकरता हूं और उन्हें गुणा करता हूंयह पहला डेटा एलिमेंट कैश से बाहर फेंक दिया गया होगा क्योंकि ये वैक्टर इतने लंबे हैं तो यहाँ मैं क्या करूँ मैं उन्हें ब्लॉकस में विभाजित करता हूँआइए हम बताते हैं साइज 'b x b ' मैं 'b' कैसे चुनूं तो मुझे कैश साइज़ देखना होगामुझे यह जानने के लिए कैश साइज़ के बारे में पता होना चाहिए कि 'b' मुझे क्या चुनना चाहिए लेकिन अब क्या होता है हम कहते हैं कि मैं C के इस ब्लॉक को थ्रेड 0 को देता हूंठीक है तो इसे गणना करने की क्या आवश्यकता है खैर इसकी क्या आवश्यकता है इसे A के इस ब्लॉक की आवश्यकता हैB का यह ब्लॉक यह उन्हें एक साथ गुणा करेगा ठीक है तो आइए इन ब्लॉकस को कुछ कहते हैंहमें उन्हें एक नाम दें तो यह A11 A12 A13 A21 A22 A23 है तो ये ब्लॉक हैं प्रत्येक का आकार ' b x b है और यह C11 है हाँ आदर्श रूप से मुझे 0 से शुरू करना चाहिए लेकिन अभी इसके लिए ठीक है तो मैं C11 की गणना कैसे करूं C11 A11 x B11 A12 x B21 A13 x B31 सही यदि मैं इन सब मेट्रिसेस इन जोड़े के सब मेट्रिसेस को गुणा करता हूं तो मुझे मेरा ब्लॉक C11 मिलता है आपको स्वयं को उस पर विश्वास करना होगा जांचना आसान है आप सत्यापित कर सकते हैं ठीक है मैंने ऐसा करके क्या हासिल किया है तो हम कहते हैं मैं यह ऑपरेशन A11 और B11 पर करता हूं A12 और B21 को छूने से पहले मैं इस प्रोडक्ट को करता हूं मैं पंक्ति वार नहीं जातामैं इस पूरे ब्लॉक को लोड करता हूंमैं इस पूरे ब्लॉक को लोड करता हूंमैं उन्हें गुणा करता हूं फिर मैं A12 B21 के पास जाता हूं ठीक इसलिए मैं ब्लॉक बाइ ब्लॉक जाता हूं तो अब A11 टाइम्स B11 करने मेंअगर वह पूरा डेटा कैश में फिट बैठता हैमुझे कितने मेमोरी ऑपरेशन करने हैं और कंप्यूट ऑपरेशनकी संख्या कितनी है कंप्यूट ऑपरेशनकी संख्या कितनी है 2b3 मेमोरी ऑपरेशनकी संख्या कितनी है 2b2 या 3b2 यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरा C भी कैश में फिट बैठता है या नहीं सही मुझे A और B के इन सब मेट्रिक्स को लोड करना होगाक्या मैं C के सब मेट्रिक्स को वापस लिख सकता हूं या नहीं अगर यह कैश में फिट होता हैतब मुझे 2b2 का ओवरहेड लगेगा मेरा मतलब है कि मैं 2b2 लागत खर्च करता हूं मेमोरी ऑपरेशनकी संख्या 2b2 है ठीक है तो अब आप अंतर देखते हैं तो अब आप कुछ बेहतर हासिल करने में सक्षम हैं सहीआप कंप्यूट से मेमोरी अनुपात के लिए बहुत बेहतर गणना करने में सक्षम हैं तो अब यह किस पर निर्भर करता है छात्र पहले हमें O मिल रहा था हमें O नहीं मिल रहा था यह सैद्धांतिक था ठीक है हमारे पास ऐसा करने के लिए एक एल्गोरिथ्म नहीं था मैं इसे हासिल करना चाहता हूं यही मैं कह रहा था आप n प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि आप कैशआकार द्वारा सीमित हैं इसलिए यहां हम यह बात बता रहे हैं कि शायद एक एल्गोरिथ्म मौजूद है जो इसे हासिल कर सकता हैगुंजाइश हैयह सब मैं कह रहा था वेक्टर वेक्टर ऑपरेशन के मामले में कोई गुंजाइश नहीं हैक्योंकि आपको कितने ऑपरेशन करने हैंआपको जितने ऑपरेशन करने हैं उतने लाने होंगे मैट्रिक्स वेक्टर के मामले में कोई गुंजाइश नहीं हैक्योंकि आपको जितना डेटा लोड करना है वह आपके द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशनस की संख्या के लिए आनुपातिक है इसलिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और फिर हमने कहा कि मैट्रिक्स में गुणा करने की गुंजाइश है मुझे कितने कंप्यूट ऑपरेशनस करने हैं यह मेमोरी ऑपरेशनसकी संख्या से बहुत अधिक है इसलिए मैं इसे हासिल करना चाहता हूं तो कैसे मैं कैसे प्राप्त करूं उस को प्राप्त करने के लिए एल्गोरिथ्म क्या है मैं 'n' हासिल करना चाहता हूंलेकिन मैं n हासिल नहीं कर सकतायदि मेरे पास अनंत कैश है तो मैं 'n' प्राप्त कर सकता हूं सही मैं पूरे मेट्रिसेस को कैश में लोड कर सकता हूं और फिर मैंने कर लियालेकिन मेरे पास n प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास अनंत कैश नहीं है इसलिए मैं कैश साइज से बंध गया हूं इसलिए मैंने कहा कि यदि b एक संख्या है इस तरह के तीन सब मेट्रिसेस 'b x b' आकार के एक साथ कैश में फिट हो सकते हैं A सब मैट्रिक्स B सब मैट्रिक्स और C सब मैट्रिक्स अगर वे तीनों कैश में फिट हो सकते हैंयदि ऐसा कोई b मौजूद हैतब मैं यह अनुपात हासिल करने जा रहा हूं तो b का वास्तविक मान क्या है इसलिए यदि मैं चुनूं तो हम कहें 'b 32 सही हैफिर मैं कितना डेटा कैश में लोड करना चाहता हूं 32 x 32 सब मैट्रिक्स A का आकार है और प्रत्येक एलिमेंट्स 8 बाइट्स है इसलिए यह लगभग 8K है सही और फिर ऐसे तीन मैट्रिसेज हैं तो 24K करने योग्य है सही आपके पास L1 कैश हैं जो आमतौर पर 24K 32K 64K से बड़े होते हैं ये उचित आकार हैंअगर आपके पास 64K है तो आप और भी बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं छात्र लेकिन इस मामले में हमें लॉक्स का उपयोग करना होगा आपको लॉक्स का उपयोग क्यों करना है छात्र क्योंकि अगर एक थ्रेड A11 और B11 पर काम कर रहा है और दूसरा थ्रेड A12 और B21 पर तो वे दोनों C11 को अपडेट करते हैं नहीं नहीं मैंने थ्रेड 0 को जो कुछ दिया था वह था C11यही मैंने थ्रेडस के बीच वितरित किया है C के ब्लॉकस एक बार थ्रेड 0 C11 के लिए जिम्मेदार हैयह इन सभी संगणनाओं को करेगा लेकिन इसे कोड को फिर से व्यवस्थित करना होगायह इस रूप में नहीं हो सकता है कि हमने इसे थोड़ी देर पहले ही लिखा थायह उस को प्राप्त करने के लिए कोड नहीं है इसके लिए इस तरह से काम करना होगा इसे पहले A11 B11 और फिर A12 B21 और फिर A13 B31 करना होगा यह केवल वह क्रम है जिसमें आप कोड लिखते हैं इसलिए जब आप मल्टी कोर कोड लिख रहे होते हैं तो इनमें से बहुत सारी चीजें सिंगल प्रोसेसर के लिए भी मान्य होती हैं आपको यह जानना होगा कि थ्रेड्स के बीच काम कैसे वितरित करेंसही और इसके लिए आपको यह जानना होगा क्या जो सबसे इष्टतम एल्गोरिदम हैं तो मैंने किस गति को प्राप्त किया है मोटे तौर पर b के बारे में सहीऔर अगर b 32 है तब मैं कंप्यूट और मेमोरी अनुपात 32 करने में सक्षम रहा हूं जो बुरा नहीं है ठीक हैअधिकांश प्रोसेसरों पर यह उचित होगा मुझे गणना समय के साथ मेमोरी लेटेंसी के लिए कवर करने में सक्षम होना चाहिए तो आमतौर पर आप इन कोड को कैसे लिखते हैं मेरा मतलब है हम उस दूर नहीं जा रहे हैं लेकिन आप इसे आगे भी कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे तो आप क्या करते हैं कि प्रोसेसर A11 B11 की गणना कर रहा है यह A12 और B21 को कैश में लाने के निर्देश जारी करेगा लेकिन फिर आपको कैश में 3 सब मैट्रिसेज नहीं बल्कि 5 सब मैट्रिसेस को होल्ड करना होगा A11 B11 अगला A12 B21 और C सही 5 सब मैट्रिसेस तो फिर आपको अपने अनुसार b चुनना होगा लेकिन तब आप पूरी तरह से आप जानते हैं गणनाओं के पीछे मेमोरी लेटेंसी को छिपा सकते हैं इसलिए मैं उस डेटा को कैश में लाने के लिए कोड में निर्देशों को इंटरलेव कर सकता हूं अतः कैश में प्री फ़ेच डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश हैं जैसा कि मैंने कहा हम उस स्तर तक नीचे जाने वाले नहीं हैं लेकिन आप उन सभी को कर सकते हैं